नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने जो देखा है उसमें हमने माइक्रोफ्लूडिक चिप्स देखे हैं और यह दवा स्कैनिंग में है चाहे वह दवाओं के सेट से विशेष दवा का चयन करने का मामला हो या हमने इम्यूनोथेरेपी के बारे में थोड़ी चर्चा की जहां हम एक माइक्रोफ्लुइडिक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं जो एक रोगी केंद्रित मंच के रूप में कार्य करेगा ताकि चिकित्सक को विशेष रोगी के लिए एक विशेष दवा का चयन करने में मदद मिल सके तो यह एक मरीज और एक दवा के चयन के बीच एक इंटरफेस की तरह होगा प्लेटफॉर्म ही चिकित्सक को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि किस दवा का उपयोग करना है तो यहाँ बिंदु माइक्रोफ्लूडिक चिप का उपयोग है जब आप माइक्रोफ्लूडिक चिप के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यह माइक्रो फैब्रिकेशन के अंतर्गत आता है और फिर चाहे आप इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड या एक माइक्रो हीटर शामिल करें यह सही सेंसर बन जाता है अब एक बार जिस सेंसर के बारे में हम इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे उसे VOC सेंसर कहा जाता है VOC का क्या अर्थ है VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रकृति में अस्थिर है उदाहरण के लिए एसीटोन मेथनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल आप पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल का भी उदाहरण ले सकते हैं ये सभी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और यदि वह कथन है तो आवेदन क्या हो सकता है आवेदन बहुत बड़े हैं कैसे यदि सांस में कार्बन डाइऑक्साइड आर्द्रता के साथ साथ कई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च सांद्रता को छोड़ेगा यानी अगर हम सांस के सिग्नेचर को समझ लें तो हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी खास बीमारी से पीड़ित है या नहीं तो मैं एक किटोसिस से पीड़ित व्यक्ति का उदाहरण देता हूं मैंने तपेदिक फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का उदाहरण दिया अब तपेदिक का एक और उदाहरण है लेकिन यह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड संवेदन उपकरणों का एक और अनुप्रयोग हो सकता है तपेदिक के मामले में भी VOC के कुछ सेट होते हैं जो सांस में पाए जाने वाले अन्य VOC की तुलना में उच्च सांद्रता में होते हैं इस प्रकार यदि आप एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो सांस के हस्ताक्षर को समझ या अध्ययन कर सके तो यह एक बीमारी का निर्धारण करने का एक गैर आक्रामक तरीका होगा तो आक्रामक से मेरा मतलब यह है कि जब आप शरीर को काटते हैं और शरीर के भीतर कुछ डालते हैं उदाहरण के लिए एक घुटने का प्रतिस्थापन तो आपको विशेष हिस्से को काटना होगा और उस अंग को ठीक से काम करने में मदद करने के लिए आपको एक नया अंग स्थिरता की जगह रखना था आप शरीर के अंदर जा रहे हैं इनवेसिव न्यूनतम इनवेसिव मिनिमली इनवेसिव एक ग्लूकोमीटर की तरह है जिसे आप न्यूनतम इनवेसिव या कैथेटर एब्लेशन न्यूनतम इनवेसिव ओपन हार्ट सर्जरी इनवेसिव में चुभते हैं नॉन इनवेसिव के बारे में क्या नॉन इनवेसिव वह जगह है जहां आप शरीर के भीतर किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप इनवेसिव विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप न्यूनतम इनवेसिव विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सांस के हस्ताक्षर को समझना बीमारी को समझने या बीमारी का निर्धारण करने का एक नॉन इनवेसिव तरीका होगा तो हम ऐसे सेंसर कैसे डिजाइन कर सकते हैं और क्या ऐसे सेंसर डिजाइन करना हमारे लिए पर्याप्त होगा या हमें समाधान के साथ आने के लिए कुछ अन्य तौर तरीकों को एकीकृत करने की आवश्यकता है तो मेरा क्या मतलब है कि आप देखते हैं कि जब मेरे पास सेंसर की सारणी होती है तो सेंसर की सारणी हमारी नाक की तरह हो जाती है यदि आप नाक के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं और घ्राण लोब के माध्यम से वे सेंसर आपके मस्तिष्क से जुड़े होते हैं जो कि आपका तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका नेटवर्क है तो नाक सिर्फ एक संवेदी अंग है जैसे कि यह सूंघ सकती है लेकिन हम वहां कैसा महसूस करते हैं हम कैसे जानते हैं कि नारंगी की गंध आम की गंध से अलग है आप आसानी से कैसे चित्रित कर सकते हैं क्योंकि सेंसर के आउटपुट के आधार पर मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया गया है कि एक विशेष पैटर्न में मौजूद कुछ निश्चित संख्या में VOC नारंगी रंग के होंगे जबकि विभिन्न प्रकार की गंधों की उपस्थिति के कारण आम की गंध अलग होगी तो आपको अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित करना होगा तंत्रिका नेटवर्क आपकी नाक से जुड़ा हुआ है जो सेंसर की सारणी है और यही कारण है कि आप दो अलग अलग फलों या कई फलों के बीच अंतर करने में सक्षम हैं हमारे पास बहुत सारे सेंसर हैं हम फल देख सकते हैंकान ऑडियो से सम्बंधित है हम परीक्षण कर सकते हैं और हम नारंगी या आम को सही तरीके से चित्रित कर सकते हैं तो हमारे पास कई संवेदी अंग हैं जिन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं यदि आप एक आम और संतरे को पकड़ते हैं तो आप स्पर्श से अंतर को समझ सकते हैं तो कई सेंसर पहले से ही हमारे भीतर हैं हम यह समझना चाहते हैं कि क्या हम तंत्रिका नेटवर्क के साथ नाक को दोहरा सकते हैं और यह तब किया जा सकता है जब आप सेंसर बनाते हैं जो VOC का पता लगाने के लिए होते हैं लेकिन सिंगल सेंसर संवेदनशील और चयनात्मक नहीं हो सकता है और इसलिए हम सेंसर का समूह रखना चाहते हैं और सेंसर के इस समूह को हमें उस आउटपुट डेटा को एक तंत्रिका नेटवर्क को फीड करने की आवश्यकता है चाहे तंत्रिका नेटवर्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है और इस प्रकार हम एक इलेक्ट्रॉनिक नाक बना सकते हैं जो एक कृत्रिम नाक है इसलिए हम इस पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक नाक को कैसे डिजाइन किया जाए और विस्तार से एक ऐसे सेंसर को कैसे डिजाइन किया जाए जिसे फैब्रिकेट किया जा सकता है जिसे पूरे सिस्टम में ठीक से एकीकृत किया जा सकता है तो अगर आप स्लाइड देखते हैं हम नैनो संरचना धातु ऑक्साइड का उपयोग करते हुए MEMS आधारित VOC सेंसर के लिए नई तकनीकों पर चर्चा करेंगे अब जब मैं आपको फैब्रिकेशन समझाऊंगा तो मैं आपको नैनो स्ट्रक्चर का महत्व बताऊंगा हमें नैनो के लिए क्यों जाना पड़ा और विचार मधुमेह का पता लगाने के लिए एक नॉन इनवेसिव तकनीक विकसित करना है जैसा कि मैंने कहा था कि VOC व्यक्तिगत सांस में सैकड़ों भागों में प्रति मिलियन रेंज में पाए जाते हैं और आपके VOC की एक छोटी संख्या ही सभी के लिए सामान्य होती है अलग अलग बीमारी के लिए रोगी द्वारा छोड़े गए VOC की सांद्रता स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में भिन्न होती है पर्यावरण निगरानी के साथ साथ चिकित्सा निदान में VOC सेंसिंग महत्वपूर्ण है तो यदि आप देखें कि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं सबसे पहले अगर वायु प्रदूषण है तो हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है फिर किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं यह तंत्रिका क्षति हो सकती है यह इस कैंसर नौसिया त्वचा में जलन होती है अगर कोई कण पदार्थ है और ओजोन यह सांस की बीमारी का कारण बनता है यदि हवा में कोई लेड है जिसे आप जानते हैं तो हमें तंत्रिका क्षति होती है तो प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव बहुत अधिक है दूसरा जल प्रदूषण है अगर पानी प्रदूषित है तो हम बैक्टीरिया के परजीवी रसायन हैं और इससे थकान हो सकती है जिससे सिरदर्द नौसिया हो सकता है वही बात अगर मिट्टी में कीटनाशक है मिट्टी दूषित है तो नौसिया हृदय रोग थकान और गैस्ट्रो हो सकता है पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड देख सकते हैं जो त्वचा की जलन नौसिया और कैंसर के जोखिम पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं इसलिए हम VOC के लिए सेंसर विकसित करने में रुचि रखते हैं तो सेंसर को कैसे बनाया जाए और यह कैसा दिखेगा हम सेंसर के निर्माण को देख रहे होंगे एक सेंसर अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन खींचता हूं और अगर मैं धातु ऑक्साइड अर्धचालक सामग्री का उपयोग कर रहा हूं सेंसिंग लेयर के रूप में एक धातु ऑक्साइड सामग्री मेरा VOC सेंसर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंडसेंसर कैसा दिखना चाहिए यह वही है जो मैं योजनाबद्ध तरीके से चित्रित कर रहा हूं अगर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सामग्री का उपयोग करके एक गढ़ा हुआ सेंसर है तो सेंसर कैसा दिखना चाहिए तो हम एक ऑक्सीकृत सिलिकॉन सब्सट्रेट का उपयोग करेंगे तो यह मेरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा यह सिलिकॉन होगा और फिर से यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा अब अगर मैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे उसे गर्म करने की जरूरत है तो मेरे पास एक हीटर होगामेरे पास एक इंसुलेटिंग सामग्री होगी इंसुलेटिंग सामग्री पर मेरे पास एक इंटर डिजिटेटेड इलेक्ट्रोड होंगे और सभी इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड मेरे पास एक सेंसिंग लेयर होगा यह मेरा माइक्रो हीटर है यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसिंग लेयर है इसके लिए मेरा इंटर डिजिटेटेड इलेक्ट्रोड होगा यह क्रोम गोल्ड हो सकता है इस तरह मेरा सेंसर दिखना चाहिए अब यदि मैं एक सिलिकॉन वेफर लेता हूं और मैं सिलिकॉन वेफर का क्रॉस सेक्शन खींचता हूं जो इस तरह होगा मैं सिलिकॉन वेफर को किनारे करता हूं यह सिलिकॉन है लेकिन यदि आप इस विशेष सेंसर को देखते हैं तो यहां हमारे पास एक सब्सट्रेट है जो ऐसा नहीं है सिलिकॉन या बल्क सिलिकॉन कैसे करें उसके लिए हमारे पास बल्क माइक्रोमशीनिंग नामक एक तकनीक है तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे और फिर ऑक्साइड परत कैसे विकसित करें हीटिंग सामग्री कैसे जमा करें उस पर पैटर्न हीटर कैसे करें एक और ऑक्साइड परत कैसे है क्योंकि आप देखते हैं कि यह एक और ऑक्साइड परत है आप दो धातुओं को एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि यह छोटा हो जाएगा तो यह एक सेंसर बनाने का एक तरीका है सेंसर बनाने का एक और तरीका है बल्क प्लस सरफेस माइक्रो मैचिंग है हम देखेंगे बल्क माइक्रोमशीनिंग क्या है सतह माइक्रोमशीनिंग क्या है MEMS क्या है MEMS का मतलब माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है तो यह ऐसे सेंसर का उदाहरण है हम अन्य मॉड्यूल में चर्चा करेंगे कि इसे कैसे बनाया जाए अब आप देखते हैं कि यह सेंसर नंबर एक और सेंसर नंबर दो सेंसर नंबर एक पहले गढ़ा गया है कि यह एक हीटर है फिर पीछे की तरफ एक गड्ढा होता है जो बल्क माइक्रोमैचिनिंग का उपयोग करके सिलिकॉन वेफर को खोदकर बनाया जाता है फिर हमारे पास केवल यह जानना है कि हीटर टूटने से पहले अधिकतम तापमान क्या प्राप्त कर सकता है उस हीटर पर इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि इंटर डिजिटेटेड इलेक्ट्रोड एल्यूमीनियम इलेक्ट्रोड से बना है हमारे पास इंडियम टिन ऑक्साइड आधारित पतली फिल्म है ITO का मतलब इंडियम टिन ऑक्साइड है इंडियम टिन ऑक्साइड आधारित पतली फिल्म पर हम चर्चा करेंगे कि इस पतली फिल्म को कैसे जमा किया जाए अब क्या कारण है कि अगर कोई सेंसिंग फिल्म है या अगर पतली फिल्म है तो हम पेश किए गए इलेक्ट्रोड के साथ साथ हीटर को कैसे देख सकते हैं हम इंटर डिजिटेटेड इलेक्ट्रोड कैसे देख सकते हैं और कैसे हम हीटर को देख पा रहे हैं इंडियम टिन ऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद हम देख सकते हैं इसका कारण इंडियम टिन ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड टिन ऑक्साइड इंडियम ऑक्साइड है ये सभी पारदर्शी चालक ऑक्साइड या TOC हैं पारदर्शी संवाहक ऑक्साइड या TCOs इस प्रकार सौर सेल के निर्माण में लोगों ITO का उपयोग करना शुरू कर दिया है अब एक सेंसर बनाने का एक और तरीका है जो सेंसर नंबर दो है जो कि बल्क प्लस सरफेस माइक्रोमैचिनिंग आधारित सेंसर है और यहां आप जो देख सकते हैं वह एक गड्ढे का निर्माण है मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे बनाया जाए इसके बारे में चिंता न करें बस सिलिकॉन वेफर से समझें हमने इस तरह से एक गड्ढा बनाया है और फिर हमने एक सतह माइक्रोमशीनिंग से थोक माइक्रोमशीनिंग का उपयोग किया है उस गड्ढे पर हमने सामग्री को जिंक ऑक्साइड से भर दिया है फिर हमने सामग्री को रैखिक कर दिया है कि हमारे पास एक माइक्रो हीटर है माइक्रो हीटर पर एक इंसुलेटर होता है जिसके बाद हम हीटर का कॉन्टैक्ट खोलते हैं फिर हमारे पास इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड होते हैं फिर हमारे पास एक सेंसिंग लेयर होती है अब यह जिंक ऑक्साइड की एक नैनो संरचना है इसलिए आप इसके नीचे इंटर डिजिटल इलेक्ट्रोड नहीं देख सकते हैं और फिर हम चार तरफ की खिड़कियां खोलते हैं और जिंक ऑक्साइड को खोदते हैं जिसे हमने शुरू में जमा किया था यह जिंक ऑक्साइड एक बलिदान परत के रूप में कार्य करेगा मैं दिखाऊंगा कि इस विशेष सेंसर को कैसे बनाना है मुद्दा यह है कि यदि इस विशेष तकनीक का लाभ यह है कि हीटर को इसकी तुलना में कम मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें केवल कुछ माइक्रोन परत को गर्म करना पड़ता है लेकिन इस मामले में इसे डायाफ्राम के लगभग 100 माइक्रोन गर्म करना पड़ता है तो सेंसर नंबर दो में बिजली की खपत सेंसर नंबर एक की तुलना में कम है हालांकि सेंसर एक की यांत्रिक स्थिरता की तुलना में सेंसर दो की यांत्रिक स्थिरता खराब है तो यह इस विशेष मॉड्यूल का अंत है अगले मॉड्यूल में देखें कि हम एक लचीला सेंसर कैसे बना सकते हैं और हम एक्चुएटर के बाद एक स्ट्रेन गेज कैसे बना सकते हैं धन्यवाद